अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सीखने वाले की क्षमता से मेल खाने के लिए किस तरह की प्रेरणा की आवश्यकता होती है और किस तरह के काम के माहौल की आवश्यकता होती है इसके बारे में पहले ही मॉड्यूल में चर्चा की जा चुकी है अब प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में हम इस बारे में बात करेंगे कि किसी विशेष प्रभावी प्रशिक्षण के डिजाइन के लिए कौन से व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं अब इन व्यावहारिक चरणों में शामिल हैं प्रशिक्षण स्थल का चयन करना और तैयार करना प्रशिक्षकों का चयन करना एक सकारात्मक सीखने का वातावरण और कार्यक्रम का डिज़ाइन बनाना इसलिए इन कदमों का ध्यान रखा जाना चाहिए मैं इस पर एक एक करके चर्चा करूंगा कि इन कदमों का कैसे ध्यान रखा जा सकता है एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरामदायक और सुलभ है उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण कक्ष की आवश्यकता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण कक्ष आरामदायक और सुलभ है उदाहरण के लिए कभी कभी प्रशिक्षकों के लिए यह मुश्किल हो जाता है यदि दूसरी या तीसरी मंजिल पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है यहां मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं इस मामले में इस समस्या का ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे कि कमरे का स्थान क्या है और यदि वह विशेष कमरा आरामदायक है या नहीं इसके अलावा कमरे में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और यह शांत निजी और किसी भी रुकावट से मुक्त होना चाहिए यदि ये सभी विशेष वातावरण हैं तो यह निश्चित है तो कोई रुकावट नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा तीसरा इसमें प्रशिक्षुओं के लिए आसानी से घूमने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए इसलिए इस मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कमरे में बहुत अधिक संयुक्त नहीं होना चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं को स्थानांतरित करने में सक्षम न हों बैठने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिंडिकेट विधि का उपयोग बहुत आम है जब भी हम प्रशिक्षण के सिंडिकेट विधि के बारे में बात करते हैं तो यह आवश्यक है कि यह केस स्टडी चर्चा के लिए कैसे है तो सिंडिकेट विधि की आवश्यकता है जंगम कुर्सियाँ होनी चाहिए ताकि जब एक चर्चा या समूह को एक सर्कल गठन में किया जाना आवश्यक हो तो यह आसानी से किया जा सके इस तरह के गठन इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं फिर पर्याप्त जगह होनी चाहिए कई बार हम पाते हैं कि कुर्सियाँ दुरुस्त हैं अगर कुर्सियाँ दुरुस्त हैं तो यह शिक्षण शिक्षाशास्त्र के लिए अच्छा नहीं है यह प्रणाली केवल व्याख्यान प्रकार की प्रणाली के लिए उपयुक्त है लेकिन यदि आप उन्हें एक वृत्त बनाने के लिए कहेंगे तो वेएक वृत्त नहीं बना पाएंगे और इस प्रकार वे एक दूसरे का सामना करके चर्चा नहीं कर पाएंगे इसलिए इस प्रकार के मुद्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए और प्रशिक्षुओं को आसानी से अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए इसलिए जब भी हम एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं तो हमेशा सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं के लिए बैठने की व्यवस्था पर्याप्त जगह होनी चाहिए फिर प्रशिक्षुओं के पास पर्याप्त कार्यक्षेत्र रखने के लिए पर्याप्त जगह है उदाहरण के लिए वे कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं या वे लैपटॉप पर काम कर सकते हैं इसलिए प्रशिक्षुओं के लिए इस विशेष स्थान पर काम करने के लिए पर्याप्त जगह होगी साथ ही प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी दृश्यता होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे को देख सकें ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें और समझ सकें पीयर लीनिंग प्रभावी है प्रशिक्षु और प्रशिक्षक की स्थिति इस तरह से होनी चाहिए कि सभी प्रतिभागी एक दूसरे को देख सकें और अगर किसी भी दृश्य डिस्प्ले का वीडियो उत्पाद के नमूने चार्ट और पावर पॉइंट स्लाइड जैसे प्रशिक्षण में उपयोग किया जाना है तो प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रशिक्षुओं के लिए सीखना आसान हो अब प्रशिक्षण कक्ष में किन विवरणों पर विचार किया जाना है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शोर है कई बार हम पाते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पास के स्थानों पर ही आयोजित किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत शोर होता है तो यह जाँच की जानी है यह कमरा ऐसी जगह होना चाहिए कि हीटिंग और एयर कंडीशनिंग से भी शोर की जाँच हो इसलिए यह न केवल बाहर से शोर है बल्कि हीटिंग सिस्टम या एयर कंडीशनिंग जैसे अन्य स्रोत से शोर की बात की जाती है अगर शोर है तो निश्चित रूप से यह काम नहीं करेगा उदाहरण के लिए इस कमरे में आप पाएंगे कि हीटर वहाँ है लेकिन हमने इसे अभी भी ठंड में बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ बहुत शोर होगा इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हीटिंग और शोर प्रणालियों की भी जांच की जाए यहां तक कि आस पास के कमरे और गलियारों में भी इसलिए कई बार बैठक शुरू होने पर गलियारों से शोर हो सकता है और इस पर ध्यान देना होगा कमरा ऐसी जगह होना चाहिए कि भवन के बाहर से भी इस प्रकार की गड़बड़ी न हो जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि अगर सामुदायिक हॉल की तरह आस पड़ोस में सामाजिक समागम चल रहा है तो यह निश्चित है कि इस तरह के प्रशिक्षण के लिए विशेष साइट उपयुक्त नहीं है अब जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वे पेस्टल ह्यूज जैसे कि संतरे हरे ब्लूज़ और येलो जैसे गर्म रंग होने चाहिए और सफेद रंग की विविधता ठंडी और बाँझ हैं ब्लैक और ब्राउन शेड्स मनोवैज्ञानिक रूप से कमरे को बंद कर देंगे और थकावट का कारण बन जाएंगे इसलिए इस मामले में हमें अपने रंग चुनने में बहुत स्पष्ट होना चाहिए इसलिए जहाँ भी आवश्यक हो हम चमकीले रंगों का उपयोग कर सकते हैं और जहाँ भी आवश्यक हो हम इन सुखदायक रंगों का उपयोग कर सकते हैं तो रंगों की विविधता प्रतिभागियों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बना देगी कमरे की संरचना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे कि उन कमरों का उपयोग करें जो आकार में चौकोर हैं लंबे और संकीर्ण कमरों की तुलना में चौकोर आकार के कमरे अधिक सुविधाजनक हैं क्योंकि चौकोर प्रकार के कमरों को देखने और पहचानने में आसानी होगी लेकिन अगर यह एक लंबा और संकीर्ण कमरा है तो प्रशिक्षु के लिए चर्चा को देखना और पहचानना मुश्किल होगा इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते समय हमेशा कमरे के चौकोर ढांचे को प्राथमिकता दें प्रकाश व्यवस्था प्रकाश का मुख्य स्रोत फ्लोरोसेंट रोशनी होना चाहिए इसलिए गरमागरम प्रकाश पूरे कमरे में फैला होना चाहिए और प्रक्षेपण की आवश्यकता होने पर इसे मंद प्रकाश के साथ उपयोग करना चाहिए इसलिए जब भी प्रोजेक्शन की आवश्यकता हो तो इन लाइट्स को मंद किया जा सकता है जब भी हम किसी विशेष स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मंद प्रकाश का उपयोग किया जाता है फिर बैठक के कमरे में कुर्सियों में पहिए कुंडा और पीठ होनी चाहिए जो निचले काठ क्षेत्र के लिए समर्थन प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यदि बैठने की अवधि अधिक है तो यह निचला काठ का क्षेत्र आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है यदि निचले काठ का क्षेत्र के लिए एक समर्थन है तो प्रशिक्षु प्रतिभागियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक महसूस करेंगे और उस मामले में लंबे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के इस प्रकार के लिए उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी ध्वनिकी दीवारों छत फर्श और फर्नीचर से ध्वनियों के उछाल या अवशोषण की जांच करें तीन या चार अलग अलग लोगों के साथ वॉइस चेक की कोशिश करें वॉइस क्लैरिटी और लेवल को मॉनिटर करें यदि कोई आवाज स्पष्टता नहीं है तो निश्चित रूप से प्रतिभागी सीखने में सक्षम नहीं होंगे तो इन ध्वनिकी पर ध्यान दिया जाना है अगला बिंदु ट्रेनर को चुनना है यानी ट्रेनर को कैसे चुनना है विशेषज्ञ के बारे में बात करते हुए निर्यात स्वाभाविक रूप से विषय विशेषज्ञ से माना जाता है जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तब सीलिंग 10 फुट ऊंची होनी चाहिए फिर बहुत अधिक प्रतिध्वनि नहीं होनी चाहिए इसलिए इस विशेष छत की ऊंचाई 10 फुट ऊंची होनी चाहिए इसके अलावा कमरे के चारों ओर हर 6 फीट पर बिजली के आउटलेट उपलब्ध होने चाहिए इस मामले में इसलिए यह प्रस्तावित है कि कमरे के चारों ओर प्रत्येक 6 फीट पर एक विशेष आउटलेट होना चाहिए ताकि ट्रेनर इसका अच्छा उपयोग कर सकें इसलिए पेशेवर प्रशिक्षकों या सलाहकारों का चयन करना कंपनियों के लिए एक स्पष्ट संभावना है आप पेशेवर प्रशिक्षकों या सलाहकारों के फिर से शुरू में पा सकते हैं यदि उनके पास इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्ट्रिंग पृष्ठभूमि और अतीत का अनुभव है यह अच्छा है अगर वे एक अनुभवी हैं और उद्योग और शिक्षा दोनों का स्वाद है यदि उनके पास अकादमिक अनुभव के साथ औद्योगिक अनुभव है तो वह अपने प्रशिक्षण कौशल को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे प्रशिक्षक या तो आंतरिक प्रशिक्षक या बाहरी प्रशिक्षक होगा अब आप देखेंगे कि बड़े संगठनों के अपने प्रशिक्षण केंद्र हैं और इसलिए आंतरिक प्रशिक्षक को प्राथमिकता देते हैं चाहे प्रशिक्षण आंतरिक या बाहरी द्वारा किया जाता है दोनों प्रणालियों की अपनी खूबियां और अवगुण हैं जब भी हम इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम और आंतरिक संकाय के बारे में बात करते हैं तब उस मामले में आंतरिक संकाय बहुत जागरूक होता है संगठन में वास्तविक समस्याएं क्या हैं और फिर वह सीधे इस समस्या पर आएगा जैसे कि प्रोब्लम क्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता है लेकिन कई बार यह केवल संगठनात्मक संस्कृति तक सीमित है और एक विशेष संगठन के बारे में है लेकिन जब कोई बाहरी प्रशिक्षक होता है तो बाहरी प्रशिक्षक विभिन्न संगठनों से अपने विचारों से नए विचारों को लाने में सक्षम होता है आंतरिक प्रशिक्षक की तुलना में उसके पास उस विशेष प्रदर्शन और अधिक जोखिम होने की उम्मीद है क्योंकि आंतरिक प्रशिक्षक एक संगठन तक ही सीमित है या उसे दो या तीन संगठनों से पूर्व अनुभव हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं बाहरी ट्रेनर के संगठन की अधिक संख्या का दौरा करने की उम्मीद है और इसलिए उस विशेष प्रशिक्षण का संचालन करते समय उदाहरण के लिए कर्मचारी सगाई प्रशिक्षण कार्यक्रम या कार्यस्थल पर खुशी इस प्रकार के कर्मचारी जुड़ाव में आंतरिक प्रशिक्षक केवल इस संगठन में किस प्रकार की कर्मचारी सगाई के बारे में बात कर सकेगा यहां वह अपने प्रतिद्वंद्वियों और समान प्रकृति और आकार के अन्य संगठनों की तुलना में कर्मचारियों की सगाई लाने में सक्षम नहीं होगा इस भाग को बाहरी ट्रेनर द्वारा समर्थित किया जा सकता है इसलिए बाहरी या आंतरिक प्रशिक्षक के चयन में किसी को यह तय करना चाहिए कि किस तरह का प्रशिक्षण लिया जाना है इसलिए इस तरह के फैसलों का एक मिश्रण होना चाहिए कुछ कार्यक्रम आंतरिक प्रशिक्षकों से किए जा सकते हैं जबकि कुछ बाहरी प्रशिक्षकों से संचालित किए जा सकते हैं प्रशिक्षण के उस विषय में विशेषज्ञता और अनुभव होना जरूरी है तो मूल आवश्यकता उस विषय में विशेषज्ञता और अनुभव है जब तक और उस विषय में विशेषज्ञता न हो तब तक वे वितरित नहीं कर पाएंगे प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह विशेष पाठ्यक्रम प्रबंधकों कर्मचारियों और विशेषज्ञों द्वारा चुना जाएगा जिनके पास सामग्री ज्ञान हो सकता है लेकिन उनकी प्रस्तुतियों और संचार कौशल या कुंजी की समझ हासिल करने के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है सीखने की प्रक्रिया के घटक जो लोग इस विशेष क्षेत्र में नए हैं वे हैं जो कुछ भी जानना चाहते हैं इसके अलावा जो भी विशेषज्ञता उनके पास है वे अन्य प्रशिक्षकों के अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं और उस मामले में यह उद्देश्य है कि इस प्रकार का कार्यक्रम प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख घटक यह है कि सिद्धांतों मॉडलों और अनुसंधान दृष्टिकोण जो मैं प्रथाओं में बात कर रहा हूं का उपयोग प्रशिक्षण तकनीकों के रूप में किया जा सकता है और फिर शिक्षाविदों भी मदद कर सकते हैं कि इसे सर्वेक्षण के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है उदाहरण के लिए कर्मचारी भागीदारी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को सर्वेक्षण के साथ जोड़ा जा सकता है विश्लेषण सर्वेक्षण के आधार पर किया जा सकता है ताकि अनुसंधान दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान पद्धति के माध्यम से उत्पादित अंतिम निष्कर्षों का उपयोग किया जा सके यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से संभव है तो सीखने की प्रक्रिया के घटकों को भी अपनाया जा सकता है प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में पाठ योजनाओं को विकसित करना सीखें और पाठ योजनाओं को कैसे विकसित करें हमें यह भी पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सत्र योजनाएं कैसे तैयार की जाती हैं और फिर सबक योजना के इन डिजाइनिंग विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग प्रशिक्षकों की मदद के लिए सब कुछ अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है इसमें प्रमाणित कर्मचारी और प्रबंधक भी शामिल हो सकते हैं जो प्रभावी प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक कौशल को सत्यापित करने में मदद करते हैं इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित रूप से आपको प्रमाणपत्र देंगे कि वे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं और फिर यह सत्यापित करेगा कि उनके पास प्रभावी प्रशिक्षक होने के लिए आवश्यक कौशल हैं इसलिए यह उन्हें बढ़ाया जाएगा कि वे सीखने के कारण इसे बेहतर तरीके से कर सकें बहुत पहले पाठ्यक्रम में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि नए प्रशिक्षकों को अधिक अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा देखा जाना चाहिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और कोचिंग प्राप्त करना चाहिए इसलिए यह एक सामान्य अभ्यास है जो विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से सीखना है हम उनके सत्र में भाग लेते हैं हम उनसे सीखते हैं और फिर हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते समय अपने कार्यस्थल पर जो कुछ भी संभव है उसे अपनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से प्रशिक्षकों को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण भी मिलता है प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्थल और शिक्षण के लिए अनुकूल कैसे बना सकते हैं अब जैसा कि मैंने सही सीखने की सेटिंग्स बनाने का उल्लेख किया है अर्थात कक्षा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है कि कक्षा का प्रबंधन कैसे करें और फिर तैयारी जो फिर से बहुत महत्वपूर्ण है तैयारी का मतलब आवश्यक अवसंरचना पाठ्यक्रम सामग्री अध्ययन सामग्री प्रतिभागियों के प्रकार जो इन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे इसलिए इस प्रकार की सभी तैयारी की जानी है फिर कक्षा प्रबंधन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है वह यह है कि कक्षा का आकार क्या होगा कक्षा का आकार क्या होना चाहिए वर्ग कक्षा है छत की 10 फुट ऊँचाई होनी चाहिए कक्षा में प्रवेश नहीं होना चाहिए गलियारों से शोर और गड़बड़ी फिर प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करते हुए जो हम समझते हैं कि यह एक एकालाप नहीं होना चाहिए यह एक संवाद होना चाहिए प्रशिक्षुओं को इनपुट देते समय उनके पास कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिनके लिए वे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं यह प्रशिक्षु को प्रदान किया जाना है ताकि अधिक से अधिक बातचीत हो सके प्रशिक्षु अपने अनुभवों को भी साझा कर सकते हैं जिन्हें आगे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाद में शामिल किया जा सकता है विघटनकारी प्रशिक्षुओं से निपटना एक दिलचस्प अवधारणा है इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रशिक्षु स्वेच्छा से आएंगे उनमें से कुछ बल द्वारा आते हैं क्योंकि संगठन ने उन्हें भेजा है और इसलिए यदि इस प्रकार के प्रशिक्षु हैं वे विघटनकारी हैं तो हमें उनसे निपटना होगा और उन्हें व्यस्त रखना होगा इसलिए कई बार प्रतिभा विघटित हो जाती है क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं होते हैं या लगे रहते हैं इसलिए यदि आप इस प्रकार के विघटनकारी प्रशिक्षुओं को संभालना चाहते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक व्यस्त रखें और उनके ज्ञान का लाभ भी उठाएं इसलिए उन्हें बातचीत करने का अवसर दें और फिर निश्चित रूप से हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त मूल्य को जोड़ सकते हैं और इस तरह से अन्य प्रशिक्षुओं का भी योगदान होगा यदि विघटनकारी प्रशिक्षुओं को मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से वे अपने अनुभव भी साझा कर पाएंगे इसलिए हमें प्रशिक्षुओं की ताकत और कमजोरियों को देखना होगा और फिर हमें तदनुसार समूह की गतिशीलता को प्रबंधित करना होगा इसलिए 2 प्रकार के समूह हैं एक समरूप समूह है एक विजातीय है विषम समूह सजातीय समूह का अर्थ उस समूह से है जो एक ही संगठन या इसी प्रकार का है और फिर उस स्थिति में वे एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं लेकिन यदि कोई विजातीय समूह है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते समय उन्हें माइक्रो लैब का संचालन करना पड़ता है माइक्रो लैब का मतलब है कि शुरुआत में मैं प्रशिक्षण तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन करूंगा माइक्रो लैब आयोजित की जाती है यही कारण है कि हम उन्हें चारों ओर से मिलने के लिए कहते हैं और फिर अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए एक साथी चुनने के लिए कहते हैं इसलिए कभी कभी हम उन्हें अपने जीवन के सकारात्मक क्षणों को साझा करने के लिए कह सकते हैं यदि वे तैयार हैं तो आप उन्हें जीवन के नकारात्मक क्षणों को साझा करने के लिए भी कह सकते हैं यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के दौरान इस विशेष पाठ्यक्रम में बाद में आएगा तो इस प्रकार के प्रशिक्षणों के साथ बातचीत करना समूह की गतिशीलता का प्रबंधन करना उनके व्यक्तित्व को समझना सीखने की सेटिंग बनाना तैयारी करना और कक्षा प्रबंधन करना सभी का संचालन किया जाएगा तो यह सीखने के लिए अनुकूल एक प्रशिक्षण स्थल और निर्देश बनाएगा अब सवाल यह है कि हमें प्रशिक्षुओं को कैसे शामिल करना चाहिए इसलिए सही सामग्री तैयार करें और वितरित करें क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं ब्रेकआउट समूहों में चर्चा के लिए ओपन एंडेड प्रश्न इस मामले में लोगों की अपनी राय सुझाव और सलाह होगी और इस प्रकार उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए जब हम इन ग्रुप डिस्कशन या ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन या केस स्टडीज के बारे में चर्चा करते हैं तो हर बार हम पाएंगे कि वे अपने स्वयं के विचारों के साथ बात करने या आने में सक्षम नहीं हैं प्रशिक्षण सामग्री से संबंधित रचनात्मक गतिविधियों या खेलों का उपयोग करें हम इस मॉड्यूल में भी उपयोग करेंगे इस विशेष पाठ्यक्रम में कि रचनात्मक गतिविधियों और खेल प्रशिक्षण सामग्री से संबंधित हैं और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है व्यावसायिक खेल भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए मूल्यांकन या उपायों का उपयोग करें जो प्रशिक्षुओं को अपने और एक दूसरे के बारे में जानने की अनुमति देते हैं इस मामले में कई बार इस प्रकार के प्रश्नावली दिए जाते हैं ताकि वे कुछ प्रश्नों के आधार पर माप सकें और फिर वे एक दूसरे के बारे में टिप्पणी दें इस प्रकार की समूह गतिविधि का आयोजन यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि वे सही हैं या गलत भूमिका निभाना शामिल करें भूमिका निभाना एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए हम भूमिका निभाते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रतिभागियों को शामिल कर सकते हैं तो व्यवहारिक मॉडलिंग के मामले में अध्ययन का उपयोग किया जा सकता है प्रशिक्षण सत्र को व्यक्तिगत रूप से या एक ही कंपनी या टीमों से टीमों से पूछकर निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रशिक्षण सत्र का समापन करें इस सत्र के परिणामस्वरूप आप क्या करने रोकने या जारी रखने की योजना बना रहे हैं इन मामलों में कुछ दिमागी चुनौतीपूर्ण सवाल हो सकते हैं और वे रचनात्मक उत्तरों के साथ सामने आ सकते हैं अर्थात् वे वास्तव में क्या महसूस करते हैं वे क्या करना शुरू करते हैं रोकते हैं या करते रहते हैं यदि इस प्रकार की बातें की जाती हैं तो हम इस विषय पर उनसे जानबूझ कर सवाल कर सकते हैं जो उनकी रुचि रखते हैं और इसलिए वे सुझाव और सिफारिशें दे सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछते समय हम प्रशिक्षुओं को उस विशेष प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं अब हम प्रोग्राम डिजाइनिंग में आते हैं कार्यक्रम डिजाइन संगठन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय को संदर्भित करता है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक या कई पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक या अधिक पाठ शामिल हो सकते हैं इसलिए यहां हम यह पा सकते हैं कि इस विशेष मॉड्यूल में अलग अलग मॉड्यूल हैं और फिर कई मॉड्यूल हैं जो हमने प्रशिक्षण की शुरुआत प्रशिक्षण के डिजाइन कार्यक्रम के डिजाइन नौकरी मूल्यांकन प्रदर्शन मूल्यांकन और आवश्यकता प्रबंधन के दौरान चर्चा की इस प्रकार के विभिन्न पाठ्यक्रम उस विशेष पाठ्यक्रम में होंगे एक से अधिक पाठ हैं प्रोग्राम डिजाइनिंग में कार्यक्रम के उद्देश्य पर विचार करने के साथ साथ कार्यक्रम के भीतर विशिष्ट पाठों को डिजाइन करना भी शामिल है प्रभावी प्रोग्राम डिज़ाइन में एक डिज़ाइन दस्तावेज़ टेम्प्लेट शामिल होता है जैसे यहाँ आप देखते हैं कि जैसा कि यह विशेष डिज़ाइन दस्तावेज़ टेम्प्लेट है और IIT रुड़की द्वारा बनाया गया है इस स्थिति में आप पाएंगे कि इस विशेष दस्तावेज़ टेम्पलेट का उपयोग किया जाना है एक पाठ्यक्रम या पाठ योजना होगी जिसका अर्थ है कि यह मॉड्यूल है और यह पाठ्यक्रम या सत्र योजनाएं होंगी फिर उद्देश्य और अवलोकन होना चाहिए जैसे कि एक प्रशिक्षु इस विशेष पाठ्यक्रम से क्या सीखेगा होने के लिए सीखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सार्थक सामग्री स्पष्ट उद्देश्यों और अभ्यास और प्रतिक्रिया के अवसरों की आवश्यकता होती है प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक सार्थक सामग्री की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है कि सामग्री सार्थक होनी चाहिए उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए फिर प्रथाओं के लिए अवसर होने चाहिए अंत में प्रतिक्रिया होनी चाहिए दस्तावेजों को डिजाइन करने में अब हम अंत में इस बारे में बात करेंगे कि इस टेम्पलेट में गुंजाइश होगी परियोजना के स्कोप का अर्थ है जैसे कि दर्शक कुछ चौकियों को वहां होना चाहिए जैसे कोर्स की लंबाई अवधि घंटे या दिन क्या होंगे फिर हम कार्यक्रम की डिलीवरी पर आते हैं उस विशेष कार्यक्रम की सामग्री क्या होगी इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा कार्यक्रम की अवधि कार्यक्रम का समय और क्या समस्याएं होंगी और इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अवसर इस सभी का अभ्यास और पहचान की जानी है और फिर उसके अनुसार उद्देश्यों को तय किया जाना है और संसाधनों का प्रबंधन किया जाना है समझें कि आपकी टीम कौन होगी कौन शामिल होगा क्या विषय होंगे और फिर समग्र प्रशासन क्या है प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन यह सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सभी पहलू विशेष रूप से विचारोत्तेजक के संदर्भ में दस्तावेज़ के समग्र डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं पाठ्यक्रम या पाठ योजनाएं आमतौर पर डिजाइन दस्तावेजों की तुलना में अधिक विस्तृत होती हैं तो डिजाइन दस्तावेजों में यह ब्रोशर की तरह है लेकिन फिर जब आप उस विशेष पाठ्यक्रम या पाठ योजना के वितरण के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वे पाठ में शामिल विशिष्ट चरणों प्रशिक्षक और प्रशिक्षण गतिविधियों और इस विशेष पाठ में शामिल प्रत्येक विषय को आवंटित समय को शामिल करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पाठ योजना का अवलोकन हमेशा उल्लेख किया जाना चाहिए अवलोकन को प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों को विशिष्ट समय या समय अंतराल पर मिलान करना होता है तो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करने के दौरान टेम्पलेट को डिजाइन करने के बारे में है और फिर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने के बाद यह सब टेम्प्लेट और प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने के बारे में था धन्यवाद